रास्पबेरी पाई के परिचय पर इस लेक्चर में आप रास्पबेरी पाई के बारे में जानेंगे कि रास्पबेरी पाई के विभिन्न फंक्शंस क्या हैं और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्पबेरी पाई IoT के विकास में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इसलिए आर्डिनो की तुलना में रास्पबेरी पाई अधिक शक्तिशाली है यह कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में अधिक शक्तिशाली है इसके अतिरिक्त इसमें बेहतर मेमोरी क्षमता है और यह विभिन्न प्रकार के सेंसरों और एक्ट्यूएटर्स को भी इंटीग्रेट कर सकता है और यह हिस्सा समान प्रकार के आर्डिनो की तुलना में अधिक आकर्षक है तो हम रास्पबेरी पाई में विभिन्न प्रकार के सेंसर इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इस विशेषता के कारण कि यह आर्डिनो की तुलना में अधिक प्रोसेस कर सकता है इसमें बेहतर प्रोसेसिंग पावर और अधिक विशेषताएं हैं आदि यह उन सेंसरों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जिनके लिए अधिक प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए इमेजिंग सेंसर मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया सेंसर जिन्हें अधिक प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है आप जानते हैं कि इस प्रकार का डिवाइस अधिक उपयोगी हो जाता है तो उसी तरह जैसे हमारे पास एक आर्डिनो आधारित IOT नोड हो सकता है यहाँ भी हम रास्पबेरी पाई का उपयोग कर सकते हैं हमारे पास एक रास्पबेरी पाई सक्षम IOT नोड हो सकता है और यह IOT नोड आर्डिनो आधारित नोड की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यद्यपि इसमें बेहतर क्षमताएं हैं लेकिन यह अधिक लागत पर आता है रास्पबेरी पाई को खरीदने की लागत सामान्य रूप से आर्डिनो की लागत से अधिक है इसलिए निश्चित रूप से ट्रेड ऑफ है हालाँकि यह सभी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है यदि विकसित किए जा रहे विशेष IOT एप्लीकेशन की आवश्यकता कुछ नोड्स है जो आपको पता है कि सर्वर के रूप में कार्य करेंगे तो रास्पबेरी पाई आर्डिनो की तुलना में एक बेहतर विकल्प होगा दूसरी बात यह है कि आप रास्पबेरी पाई के साथ जानते हैं आप रास्पबेरी पाई को एक वेब सर्वर के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप रास्पबेरी पाई को एक एज डिवाइस आदि पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसलिए विभिन्न क्षमताएं हैं जो वहां हैं लेकिन उसी वक्त में आप जानते हैं कि अधिक कंप्यूटेशन का मतलब अधिक बिजली की खपत है इसलिए यदि आपके पास एक ही तरह का एप्लीकेशन है जिसमें अधिक बिजली की खपत की आवश्यकता वगैरह वगैरह है और अगर वह समस्या नहीं है तो आप जानते हैं कि आप एक रास्पबेरी पाई के लिए जा सकते हैं हालाँकि यह विशेष मुद्दा थोड़ा सा मुश्किल है जिसे आप जानते हैं क्योंकि कुछ निश्चित सीनेरियो हैं जहाँ आर्डिनो भी इस संबंध में लाभकारी हो सकता है इसलिए हम रास्पबेरी पाई के विभिन्न पहलुओं से गुजरने जा रहे हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि रास्पबेरी पाई का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप जानते हैं कि यदि आपके पास रास्पबेरी पाई मॉड्यूल है तो आप साथ ही अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि हम आपको विभिन्न विशेषताओं और विभिन्न चरणों के बारे में बताते हैं तो इस लेक्चर में और बाद में अगले लेक्चर में इन दोनों में हम आपको रास्पबेरी पाई के बारे में सिखाने जा रहे हैं इसलिए मेरे पास मेरे साथ हैं इस कोर्स के लिए मेरे TA श्री आनंदरूप मुखर्जी पिछले कुछ लेक्चरों की तरह जैसा कि आप जानते हैं कि वह आपको रास्पबेरी पाई के पहलुओं पर हैंड्स ऑन कराने वाले हैं नमस्कार आज इस लेक्चर में रास्पबेरी पाई का परिचय दिया जाएगा तो यह फिर से 2 भाग वाला लेक्चर होगा और भाग पहले भाग में बुनियादी परिचय को कवर किया जाएगा रास्पबेरी पाई क्या है हार्डवेयर प्रणाली और आप कैसे रास्पबेरी पाई पर बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने के बारे में जाने और कैसे उस डिवाइस का उपयोग करें तो वास्तव में रास्पबेरी पाई क्या है यह मूल रूप से सूक्ष्म आकार का कंप्यूटर है या आमतौर पर सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि आपकी हथेली में एक कंप्यूटर के रूप में अधिक विशेष रूप से यह एक एकल बोर्ड कंप्यूटर है जो बहुत कम लागत वाला डिवाइस है और जिसे एक्सेस करना बहुत आसान है तो ये कुछ मुख्य कारण हैं कुछ मुख्य कारण हैं इसलिए रास्पबेरी पाई IOT के साथ साथ शौक इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के संबंध में लोकप्रिय बन गए तो रास्पबेरी पाई के विभिन्न प्रकार हैं तो कुछ सामान्य वेरिएंट हैं आपके पास नवीनतम रास्पबेरी पाई 3 मॉडल b है फिर पाई 2 मॉडल b पाई 0 है इसलिए ये अभी सबसे अधिक उपयोग किए जा रहे हैं तो अन्य वेरिएंट भी हैं लेकिन इन 3 को मुख्य बाजार धारक माना जा सकता है इसलिए जैसा कि आप पाई 3 पाई 2 और पाई 0 के लिए RAM की आवश्यकताएं देख सकते हैं पाई 3 के लिए यह 1 GB है पाई 2 यह 1 GB है जबकि पाई 0 के लिए यह कुछ कम 512 MB है CPU एक क्वाड कोर कॉर्टेक्स है एक 53 प्रोसेसर प्रोसेसिंग की गति लगभग 12 गीगाहर्ट्ज़ है जबकि पाई 2 के लिए यह 900 मेगाहर्ट्ज़ है GPU आवश्यकताएं आपके पास पाई 3 पर 400 मेगाहर्ट्ज़ वीडियो कोर के लिए पाई 2 के लिए 250 मेगाहर्ट्ज़ वीडियो कोर और फिर से पाई 0 के लिए 250 मेगाहर्ट्ज़ आपके पास पाई 3 और पाई 2 के लिए ईथरनेट का प्रावधान है जबकि ईथरनेट या वाई फाई के लिए पाई 0 पर कोई प्रावधान नहीं है हां केवल मोड पाई 3 पर वाई फाई और ब्लूटूथ के लिए प्रावधान है आमतौर पर वीडियो आउटपुट HDMI पोर्ट से होता है और इसमें 40 GPIO पिन होते हैं तो ये GPIO पिन मुख्य रूप से जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन के रूप में जाने जाते हैं तो यह एक रास्पबेरी पाई की बुनियादी फंक्शंसल आर्किटेक्चर है तो आपके पास मध्य में एक CPU या GPU है जिसमें आपके पास विभिन्न इनपुट आउटपुट पोर्ट जुड़े हुए हैं आपके पास एक RAM है आपके पास एक USB हब है जिससे आप ईथरनेट कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आपके पास विभिन्न USB पोर्ट हैं जिनसे आप नियमित USB डिवाइस जोड़ सकते हैं तो संक्षेप में यह चीज आपके सामान्य पीसी के समान है ठीक है तो यह एक रास्पबेरी पाई की तस्वीर है इसलिए मेरे पास अभी एक रास्पबेरी पाई है तो अगर आप देख सकते हैं कि यह रास्पबेरी पाई 3 मॉडल b है तो यहाँ आपके पास एक HDMI पोर्ट है यह छोटा पोर्ट पावर एडप्टर के लिए है ये GPIO पिन हैं जो कुछ पावर पिन जैसे 5 वोल्ट 33 वोल्ट ग्राउंड में के साथ इंटरलेस्ड होते हैं और आपके पास यह प्रोसेसर है यह ARM बेस प्रोसेसर है जिसमें आपके पास चार USB पोर्ट हैं आपके पास एक ईथरनेट पोर्ट है तो और आपके पास एक साउंड कार्ड आउटपुट भी है और इसे दूसरी तरफ घुमाकर आप देख सकते हैं कि एक छोटा मेमोरी कार्ड संलग्न है इसलिए यदि आप इसे बाहर निकालते हैं तो हम 32 GB मेमोरी कार्ड का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आमतौर पर 8 से 16 GB मेमोरी कार्ड पर्याप्त है तो इस मेमोरी कार्ड का मुख्य फंक्शन यह है कि यह वास्तव में रास्पबेरी पाई का OS रखता है तो रास्पबेरी पाई को इनिशियलाइज़ करने की दिशा में पहला कदम यह है कि आप मुफ़्त में ऑनलाइन उपलब्ध OS को डाउनलोड करें आप मेमोरी कार्ड पर ओएस लोड करते हैं और आप इस चीज़ को रास्पबेरी पाई पर अपने मेमोरी कार्ड स्लॉट में प्लग कर देते हैं तो यह इस तरह से चलता है और आपका सिस्टम तैयार हो जाता है तब हमें इसे अप करने के लिए और चलाने के लिए और नेटवर्क पर उपलब्ध कराने के लिए कुछ बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है इसलिए एक बार जब आपका सिस्टम चालू हो जाता है और आप देख सकते हैं तो आप रास्पबेरी पाई आधारित ओएस तक पहुँच सकते हैं जो मुख्य रूप से एक GUI आधारित सिस्टम है तो यह आपके सामान्य उबंटू आधारित सिस्टम के समान है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो पहले से ही इसके भीतर उपलब्ध हैं आपको इसे बाहरी रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है आप अपने पायथन 2 पायथन 3 स्क्रैच ब्लू J देखें जो जावा के लिए एक डेस्कटॉप है और विभिन्न अन्य विकल्प भी हैं आपके पास कुछ ऑफिस विकल्प भी हैं आदि तो मूल रूप से आपको यह विचार मिलता है कि ब्लूटूथ के लिए एक सिंबल है ध्वनि को कम ज्यादा करने के लिए यह सिंबल है यह RAM उपयोग समय दिखाता है आदि तो यह आपके सामान्य उबंटू आधारित सिस्टम के समान है तो ये रास्पबेरी पाई GPIO या जनरल परपस इनपुट आउटपुट वे दोनों डिजिटल आउटपुट के साथ साथ डिजिटल इनपुट के रूप में फंक्शन कर सकते हैं यह आर्डिनो बोर्ड पर आपके इनपुट आउटपुट डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस के समान है जिसे हमने पहले कवर किया था इसलिए अगर आप इस चीज पर ध्यान देंगे तो ये GPIO पिन ये थोड़ा भ्रामक हैं इसलिए मैंने पिन कॉन्फ़िगरेशन का वर्णन करते हुए एक चार्ट शामिल किया है यहाँ पर ये 2 लाल पिन हैं जो पाँच वोल्ट पावर पिन हैं यहाँ पर ब्लैक पिंस हैं जो ग्राउंड पिन हैं और शेष GPIO पिन हैं तो आपके पास कुछ GPIO पिन हैं जो आपके qart txt और rxt की तरह फंक्शन करते हैं इसका मतलब है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए सामान्य GPIO पिन हैं और यह चार्ट या यह कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है तो इस रास्पबेरी पाई के लिए मूल सेटअप के लिए पहले और सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी जब आप रास्पबेरी पाई स्थापित कर रहे हैं पहली बार आपको बाहरी मॉनिटर की आवश्यकता होगी जो आपको मॉनिटर और रास्पबेरी पाई को जोड़ने के लिए एक HDMI एचडीएमआई केबल की आवश्यकता होगी आपको की बोर्ड और माउस की आवश्यकता होगी पाई लैन केबल और आपके मेमोरी कार्ड को पावर देने के लिए आपको एक बेसिक 5 वोल्ट के एडेप्टर की आवश्यकता होगी और आपके मेमोरी कार्ड की आवश्यकता होगी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल होगा इसलिए हम थोड़ी देर बाद सेट अप पर आएंगे मैं पूरे सिस्टम को सेट अप करने के तरीके का एक प्रदर्शन दूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में रास्पबेरी पाई या रास्पबियन और नोब्स के लिए कुछ ऑफिशियल बेस्ट OS और कुछ तीसरे पक्ष के OS ओएस जो कि रास्पबेरी पाई पर भी स्थापित किए जा सकते हैं वह उबंटू मेट स्नेपी उबंटू कोर हैं आपके पास आजकल रास्पबेरी पाई के लिए विंडोज 10 कोर भी हैं आदि तो आप इस लिंक से अपने रास्पबेरी पाई सामान्य रास्पबियन इमेज डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं अन्यथा आप इस साइट पर जाते हैं आप रास्पबियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खोज करते हैं विभिन्न रिलीज़ के विभिन्न वेरिएंट हैं जिनमें से आप सबसे उपयुक्त का चयन करते हैं और बस यही है और एक बार जब डाउनलोड पूरा हो जाता है तो आप एक ज़िप फ़ाइल के साथ समाप्त कर देंगे जिसे आप अनज़िप कर लेंगे आपको एक इमेज फ़ाइल मिल जाएगी और आप बस उस इमेज को मेमोरी कार्ड पर लिख देंगे इसलिए विंडोज़ आधारित सिस्टम के लिए चूंकि अधिकांश लोग विंडोज़ आधारित सिस्टम का उपयोग करते हैं इस इमेज के लिए इंस्टॉलेशन काफी आसान है आपको Win32 डिस्क इमेजर नामक एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है यह ऑनलाइन उपलब्ध है आप अपने PC में SD कार्ड में इस डिस्क इमेजर सॉफ्टवेयर प्लग को चलाते हैं आपको SD कार्ड के लिए एक USB एडाप्टर की आवश्यकता होगी जिसे आप उस इमेज फ़ाइल के लिए डिवाइस ब्राउज़ का चयन करते हैं जिसमें उस रास्पबियन इमेज होती है और आप बस लेखन का चयन करते हैं तो यह लगभग 15 मिनट से आधे घंटे के बीच कुछ भी ले सकता है इसलिए जब आपका लेखन समाप्त हो जाता है तो आपका मेमोरी कार्ड रास्पबेरी पाई के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है तो आप देख सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन का चयन करें या इमेज को अपने PC पर इमेज के स्थान पर दाहिने हाथ की तरफ से आप देख सकते हैं कि आप उस डिवाइस का चयन कर सकते हैं जिस पर आप लिखना चाहते हैं और इन दोनों के बाद आप बस क्लिक करें दाहिने बटन पर बस यही है तो अब इस कदम पर आने से पहले मैं आपको मूल रास्पबेरी पाई इंस्टॉलेशन के साथ शुरू करने का एक डेमो देता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक कीबोर्ड और माउस है मैं बस उन्हें USB पोर्ट से कनेक्ट करूँगा किसी भी USB पोर्ट को चुनें मेरे पास LAN केबल तैयार है मैं इसे ईथरनेट पोर्ट से जोड़ रहा हूँ यह एक छोटा सा मॉनिटर पोर्टेबल मॉनिटर है तो यह एक बाहरी बिजली की आपूर्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है और यह जुड़ा हुआ है यह इस HDMI पोर्ट पर HDMI केबल के माध्यम से रास्पबेरी पाई से जुड़ा होगा इसलिए जब इन सभी को पूरा कर लिया गया है तो आप रास्पबेरी पाई के लिए अपनी बिजली की आपूर्ति में प्लग करें आप पहले से ही जांच लें कि आपके पास पहले से मेमोरी कार्ड है या नहीं तो यह वहाँ है आप बस इसे प्लग इन करें तो अब अगर आप उस स्क्रीन पर ध्यान देते हैं तो बूटिंग स्टार्ट हो गई है इसलिए बूट समाप्त होने के बाद आपको GUI आधारित इंटरफ़ेस मिलता है तो पिछले स्लाइड में स्क्रीन शॉट की तरह तो आपको एक टर्मिनल मिला है जिसमें आपको एक स्टार्ट मेनू ऑप्शन मिला है जिसे आप विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक पहुंच सकते हैं आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं मेल के लिए विकल्प मिल गए हैं आपके पास अन्य चीजों के लिए विकल्प हैं जिन्हें आप रास्पबेरी पाई पर एक VNC सर्वर या वीएनसी व्यूर भी सेट कर सकते हैं ताकि आप नेटवर्क पर यूजर इंटरफ़ेस को दूरस्थ रूप से एक्सेस कर सकें इसलिए एक बार ईथरनेट केबल प्लग हो जाने के बाद देखें कि यह ईथरनेट प्लग किया गया है तो यह एक IP दिखा रहा है तो इस IP की आवश्यकता अपने PC से अपने PC रास्पबेरी पाई को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए होगी तो सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि आप टर्मिनल पर जाएं एक और चीज़ रास्पबेरी पाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफ़ॉल्ट नाम पाई p I है और पासवर्ड रास्पबेरी है r a s p b e r r y इसलिए जब भी आप दूरस्थ रूप से उस सिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं जो आप देते हैं pi के रूप में यूजर नेम और रास्पबेरी के रूप में पासवर्ड इसलिए सबसे पहले मैं सिस्टम के IP की जांच करूंगा इसलिए मैं कमांड IP कॉन्फिग देता हूं तो आप देखते हैं कि विभिन्न इंटरफेस स्थित हैं इसलिए मुझे पहले भाग में अधिक दिलचस्पी है तो यह मेरा आवश्यक IP होने जा रहा है तो अब मैं इस IP को स्टोर करूंगा और मैं इस IP का उपयोग करके सिस्टम में दूरस्थ रूप से लॉगिन कर सकता हूं तो अब मेरी रास्पबेरी पाई दूर से एक्सेस करने के लिए तैयार है तो अब मुझे अब मॉनिटर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मॉनिटर का मुख्य फंक्शन शुरू में आपके सिस्टम के लिए और बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन के लिए IP एड्रेस प्राप्त करना है तो प्रेजेंटेशन पर वापस आते हुए इसलिए इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है अब इस SSH विकल्प को इनेबल करना है जैसा कि आप जानते हैं कि SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल लॉगिन तो बस अपने रास्पबेरी पाई पर जांच करें टर्मिनल पर फिर से जाएं आप कमांड pseudo raspi config देते हैं और एंटर दबाते हैं तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा है ना चूँकि मैं इस रास्पबेरी पाई का उपयोग पहले से ही कुछ समय से कर रहा हूँ इसलिए यह एक फ्रेश इंस्टॉल नहीं है इसलिए सभी ऑपरेशन पहले ही किए जा चुके हैं लेकिन अपने रास्पबेरी पाई की पहली बार इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपनी फाइल सिस्टम का विस्तार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये इमेज कम या ज्यादा कमप्रेस्ड हैं और यदि आप फाइल सिस्टम का विस्तार करते हैं तो यह आपके पूरे मेमोरी कार्ड को कवर कर देगा तो आपका पूरा मेमोरी कार्ड मान लीजिए मैं 32 GB मेमोरी कार्ड का उपयोग कर रहा हूं लेकिन इमेज लगभग 2 GB की थी तो यह अब अधिकतम मेमोरी कार्ड को कवर करने के लिए विस्तार करेगा तो आपके पास अतिरिक्त फंक्शंस करने के लिए बहुत सारी जगह होगी नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नई फाइलें स्थापित करना इत्यादि तो इस ऑपरेशन के बाद फाइल सिस्टम का विस्तार करने के बाद आप सिस्टम को रिबूट करते हैं इसलिए मैं एडवांस्ड ऑप्शंस पर जाऊंगा क्षमा करें मैं एडवांस्ड ऑप्शंस पर जाऊंगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवरस्कैन रिज़ॉल्यूशन ऑडियो ड्रायवर आदि के लिए कई ऑप्शंस हैं और ठीक एक ऑप्शन होना चाहिए मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरफेसिंग ऑप्शंस पर जाऊंगा आपके पास रास्पबेरी कॉन्फ़िग के तहत इंटरफ़ेस ऑप्शन में SSH इनेबल है इसलिए आप SSH का चयन करें और एंटर दबाएं और एक बार जब आपका SSH इनेबल हो जाए तो आप अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं तो यह आपको नेटवर्क पर अपने रास्पबेरी पाई को किसी भी दूरस्थ PC से विंडोज आधारित सिस्टम से एक्सेस करने की अनुमति देगा आप सॉफ्टवेयर जैसे कि पुट्टी या उबंटू आधारित सिस्टम से किसी SSH क्लाइंट या मैक आधारित सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं आप केवल इस SSH ऑपरेशन को करने के लिए टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं तो मेरा SSH पहले से ही इनेबल है आप अपने अतिरिक्त ऑप्शंस को भी इनेबल कर सकते हैं जैसे कि यदि आपके पास रास्पबेरी पाई कैमरा है तो ये विशेष कैमरे हैं जिन्हें रास्पबेरी पाई के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है आप स्पष्ट रूप से USB कैमरों को वायरलेस USB पोर्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और वहां हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई अन्य ऑप्शंस हैं यदि आपको VNC सर्वर का उपयोग करने की आवश्यकता है जो आप इस VNC ऑप्शन को इनेबल करते हैं इत्यादि इसलिए मुझे आशा है कि आप यह समझ गए होंगे इसलिए SSH के इनेबल होने के बाद मैं इस चीज़ को छोड़कर अब प्रेजेंटेशन पर वापस आता हूँ इसलिए हमने इस बात को कवर किया है फिर फ़ाइल सिस्टम विस्तार हमने समझाया है इसलिए जैसा कि आप लाइव डेमो से याद करते हैं कि यह ऑप्शन था पहला ऑप्शन एक्सपेंड फाइल सिस्टम था इसलिए इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेसिक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंस्टॉल की गई हैं वे पायथन जावा सी सी स्क्रैच और रूबी हैं इसलिए कम या ज्यादा कोई भी लैंग्वेज जो आर्म वर्जन छह के लिए कंपाइल करेगी रास्पबेरी पाई के साथ आसानी से उपयोग की जा सकती है तो कुछ मूल और बहुत लोकप्रिय एप्लीकेशंस आप रास्पबेरी पाई आधारित सिस्टम के लिए इंटरनेट पर देखेंगे ज्यादातर वे मीडिया स्ट्रीमर हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम जो BOT को नियंत्रित करने वाले हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क IoT के लिए हल्के वेब सर्वर हैं इसलिए जैसे IOT आधारित एप्लिकेशन चलाने के लिए एक समर्पित बड़ा सर्वर होने के बजाय मान लें कि आप अपने घर में एक छोटा IOT नेटवर्क इंस्टॉल करना चाहते हैं हो सकता है कि होम ऑटोमेशन या होम मॉनिटरिंग के लिए जाहिर है रास्पबेरी पाई आधारित सिस्टम के लिए जा सकते हैं तो यह सिस्टम एक सर्वर के रूप में फंक्शन करेगा जबकि आपके डिवाइस सर्वर पर डेटा अपलोड करना शुरू कर देंगे और आप रास्पबेरी पाई आधारित सर्वर पर विभिन्न एनालिटिक्स भी चला सकते हैं और फिर आप जाहिर है एक टैबलेट कंप्यूटर आधारित सिस्टम है तो यह रास्पबेरी पाई पहले से ही एक कंप्यूटर है जो केवल एक मॉनिटर और कुछ किसी अन्य बाहरी पेरीफेरल डिवाइस को इंटरफ़ेस करता है और आप काम करने के लिए तैयार हैं इसलिए एक बार फिर से सिस्टम पर वापस आ रहा है इसलिए मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है मैं इसे बंद कर देता हूं अब मैं एक काम करूंगा मुझे अपने PC से इस पाई आधारित सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति है मेरे पास पहले से ही IP है इसलिए यहाँ ऐसा है तो मैं अपने PC के लिए एक मैक आधारित सिस्टम चला रहा हूँ क्योंकि मैं कमांड ssh y लिखूंगा तब आपके रास्पबेरी पाई के लिए स्पेस पाई ऐट द रेट IP एड्रेस लिखूंगा इसलिए एक बार जब मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यह शुरू हो जाएगा यह एड्रेस के लिए पूछेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है डिफ़ॉल्ट खेद है यह पासवर्ड के लिए पूछेगा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रास्पबेरी है एक बार जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो आप जाने के लिए तैयार होते हैं पहले यह सिस्टम के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देगा और फिर आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा जो कहेगा पाई ऐट द रेट रास्पबेरी पाई इसलिए इसका मतलब है आप काम करने के लिए तैयार हैं तो आप बस अपने फ़ाइल सिस्टम को देख सकते हैं कि वहां वास्तव में क्या हैं आप एक बुनियादी ls कमांड या लिस्ट फ़ाइल दे सकते हैं तो ये रास्पबेरी पाई में रखी गई कुछ डायरेक्टरी या फाइलें हैं जिन्हें आप दूरस्थ रूप से अपने PC या रास्पबेरी पाई को फिर से शुरू कर सकते हैं इसलिए इस लेक्चर के अंत में मैं अपनी रास्पबेरी पाई को रीबूट करूंगा इसलिए मैं सुडो रीबूट लिखता हूं एंटर दबाएं ओके इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉनिटर पर मेरी रास्पबेरी पाई फिर से रीबूट में चली गई है यह शुरू हो रही है तो यह हमारे भाग एक लेक्चर का अंत था